इसलिए अपने अंतिम व्याख्यान में अगर हम याद करें कि हमने चैनल रूटिंग और बुनियादी लेफ्ट एज अल्गोरिथम के बारे में बात की थी इसके कुछ प्रकार जहाँ हमने लंबवत बाधा को संभालने के लिए एल्गोरिदम को आगे बढ़ाया और डॉगलेगस के लिए भी अनुमति दी इसलिए हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं और हम सबसे पहले नेट मर्ज चैनल राउटर नामक किसी चीज के बारे में बात करेंगे यह एल्गोरिथ्म योशिमुरा और कुह के कारण था इसे कभी कभी योशिमुरा कुह एल्गोरिथ्म भी कहा जाता है आप नेट मर्ज चैनल रूटिंग देखते हैं विचार कुछ इस तरह है आपके पास कई नेट हैं 1 2 3 4 जिस तरह से आप सभी एक चैनल में रूट करना चाहते हैं मान लीजिए कि आपके पास 2 नेट i और j हैं एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि यदि आपको लगता है कि i और j कुछ अर्थों में अनुकूल हैं इस अर्थ में कि उन्हें एक ही ट्रैक पर रखा जा सकता है तो आप उन्हें विलय करने का प्रयास करते हैं इसलिए एक बार जब आप 1 और 3 विलय कर देते हैं तो हम कहते हैं आप 2 नोड्स या वर्टिकल 1 और 3 को एक सुपर वर्टेक्स बनाने के लिए विलय करते हैं आइए हम सुपर वर्टेक्स को इंगित करेंगे कि 1 और 3 जहां भी आप चलते हैं वे सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे इस तरह से 2 या अधिक नेट आप उन्हें एक ही ट्रैक में समूहित करने का प्रयास करते हैं और उस पूरे क्लस्टर को ऊपर और नीचे ले जाते हैं जो उनके बीच मौजूद ऊर्ध्वाधर बाधा के आधार पर होता है इसलिए यह नेट मर्ज चैनल राउटर के पीछे का आधार विचार है जहां हम देखेंगे कि हम कुछ क्षेत्रों को संभालेंगे जिन्हें एक दूसरे पर रिश्ते और कुछ ग्राफ आधारित का मतलब है कि ज़ोन पहचानेऔर परिभाषित होने के बाद प्रसंस्करण तो हम मूल विचार को देखते हैं पहला बिंदु महत्वपूर्ण है एक ऊर्ध्वाधर बाधा ग्राफ में यदि आप देखते हैं कि लंबाई p का एक रास्ता है तो आपको चैनल को रूट करने के लिए कम से कम p क्षैतिज पटरियों की आवश्यकता होगी ऐसा क्यों है एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि हमारे पास 1 और 2 के बीच एक खड़ी बाधा है 2 और 3 3 और 4 के बीच कहें और 4 और 5 कहें तो यहाँ कोई चक्र नहीं है लेकिन एक लंबी श्रृंखला है ऊर्ध्वाधर अवरोधक ग्राफ में 1 से 2 2 से 3 और 3 से 4 के बीच अब यदि आप इस चैनल को रूट करना चाहते हैं तो आपका समाधान इस तरह दिखाई देगा मान लें कि हम 1 के लिए एक और टर्मिनल लेते हैं यहाँ भी इसे 1 कहते हैं और मान लें यहाँ एक और टर्मिनल 5 हैं इसलिए जब आप 1 को रूट करना चाहते हैं तो आप उन्हें इस पहले ट्रैक में डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि 1 वह शीर्ष है जिसमें कोई आवक एज नहीं है तो 1 को पहले रखना होगा फिर आप 2 पर जाएंगे इसलिए 2 स्वाभाविक रूप से एक ओवरलैप है आपको इसे दूसरे ट्रैक पर रखना होगा 3 3 फिर से यहां एक ओवरलैप है तो 3 को तीसरे ट्रैक पर रखा जाना है 4 में फिर से एक ओवरलैप होगा 4 को चौथे ट्रैक पर रखना होगा यहाँ पर 5 4 से 5 तक एक और है यह भी एक बाधा है और 5 पर फिर से एक ओवरलैप है तो आपको एक और ट्रैक का उपयोग करना होगा तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऊर्ध्वाधर बाधा ग्राफ में एक लंबी श्रृंखला थी तो यह एक बुरा परिदृश्य है जिसके कारण आपको समाधान 1 2 3 4 और 5 में 5 पटरियों की आवश्यकता है इसलिए सहजता से हम लंबाई को कम करने की कोशिश करते हैं VCG में यथासंभव लंबी श्रृंखला सहज ज्ञान युक्त विचार के साथ कि अगर हम इसे करने में सक्षम हैं तो इससे पटरियों की संख्या भी कम हो जाएगी और यदि आप पटरियों की संख्या को कम करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब होगा कि हम चैनल की ऊंचाई को कम कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि क्षेत्र को कम करना मतलब रूटिंग क्षेत्र इसलिए जैसा कि मैंने कहा है कि मूल विचार VCG में सबसे लंबे रास्ते को कम करने की कोशिश करना है इसलिए ऐसा करने के लिए हम इस सबसे लंबे रास्ते को कम करने के लिए कुछ नोड्स को विलय करने का प्रयास करते हैं यह हम देखेंगे और फिर से मूल नेट मर्ज चैनल रूटिंग एल्गोरिथ्म VCG में डॉगलेगस या चक्र की अनुमति नहीं देता है लेकिन यह एक एल्गोरिथ्म का अधिक परिष्कृत प्रकार है जो मूल लेफ्ट एज अल्गोरिथम के रूप में बेहतर समाधान की ओर जाता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास क्षेत्रों की अवधारणा है कुल मार्ग चैनल को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जोकि क्षेत्र हैं आसन्न क्षेत्रों में आप उन नेट को देखते हैं जो उनके हैं उन्हें आवश्यकतानुसार विलय किया जा सकता है और एक बार जब वे विलय हो जाते हैं तो आपको एक कम्पोजिट नेट नामक कुछ मिलता है इसलिए शुरू में हमारे पास अलग अलग नेट थे तो आप कुछ क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं आसन्न क्षेत्र के बीच में कुछ नियम हैं जिनके उपयोग से आप कुछ नेट को मिला सकते हैं और आपको एक संयुक्त नेट प्राप्त होगा अब एक बार जब आपको एक कंपोजिट नेट मिल जाता है तो अब आप कह रहे हैं कि अगर कंपोजिट नेट में 2 नेट i और j शामिल हैं i और j दोनों को एक ही ट्रैक पर रखा जाना चाहिए जो कि बाधा है जिसे आप अतिरिक्त रूप से लगा रहे हैं इसलिए एल्गोरिथ्म के चरणों के संबंध में 3 मुख्य चरण हैं ज़ोन प्रतिनिधित्व नेट विलय और ट्रैक असाइनमेंट इसलिए हम इस तरह के उदाहरण चैनल की मदद से इन प्रक्रियाओं का चित्रण करेंगे आप देखते हैं कि यहां हमारे पास 10 नेट के साथ एक उदाहरण चैनल है जो कि 1 से 10 तक की संख्या है और ये क्षैतिज रेखाएं प्रत्येक नेट की इस अवधि को दर्शाती हैं यह नेट 1 की अवधि है यह नेट नंबर 4 की इस अवधि का नेट है यह नेट नंबर 5 की अवधि है यहां और यहां कनेक्शन के साथ यह नेट नंबर 9 की अवधि है तो यह मल्टी टर्मिनल नेट को भी अनुमति देता है तो आप देखते हैं कि आप नेट की इस अवधि से क्षैतिज अवरोध ग्राफ बना सकते हैं जो बताएगा कि नेट 1 और 3 ओवर लैपिंग हैं 1 और 4 ओवर लैपिंग हैं 1 और 5 ओवर लैपिंग हैं और इसी तरह 1 और 2 पर भी ओवर लैपिंग है तो इस तरह से आप हर कॉलम के बारे में कुछ जानकारी बना सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जो नेट हैं जो अतिव्यापी हैं उदाहरण के लिए पहले कॉलम में आपके पास केवल नेट 2 है दूसरे कॉलम में हमारे पास नेट 1 3 और 2 है तीसरे कॉलम में हमारे पास 4 और 5 भी हैं 5 नेट हैं पांचवें कॉलम में भी 5 नेट हैं 6 वें कॉलम में 1 4 5 और 2 है 3 नहीं है 3 यहां रुक गया है तो इस तरह से हर कॉलम के साथ आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से नेट हैं जो उस कॉलम को पार कर रहे हैं तो यह क्षेत्र प्रतिनिधित्व के पीछे मूल विचार है इसलिए मैंने इस चैनल के हर कॉलम के साथ कहा है जैसे कि यहां कॉलम 1 2 3 4 आप एक सेट Si को परिभाषित करते हैं जो नेट के सेट को दर्शाएगा जो कॉलम को पार करता है तो हमें S1 S2 S3 S4 S5 कई सेट मिलेंगे अब उनमें से आप उदाहरण के लिए पा सकते हैं आप पा सकते हैं कि आपके S1 में केवल 2 ही हैं मान लें कि S2 में 2 3 और 5 हैं मान लें कि S3 में 2 3 4 5 हैं मान लें कि इस S4 में 3 और 5 हैं यह एक उदाहरण है इसलिए यदि आपके पास ऐसे सेट हैं आप इन्हे ज़ोन कह सकते हैं आप अधिकतम क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं तो मैं कैसे पहचान करूं 2 3 4 5 अधिकतम सेट है अन्य इन के सबसेट हैं 2 उचित समुच्चय है 2 3 5 भी उचित उपसमूह है 3 5 भी उचित उपसमुच्चय है तो आप इस सबसेट को अनदेखा करते हैं आप केवल अधिकतम सेट लेते हैं और यह एक ज़ोन को परिभाषित करेगा यह आपका एक ज़ोन होगा इसी तरह आप दूसरे ज़ोन को परिभाषित करना जारी रखते हैं हो सकता है यह ज़ोन 1 होगा फिर हमारे पास ज़ोन 2 होंगे और इसी तरह यह मूल विचार है तो विचार यह है कि आप केवल उन Si को लेते हैं जो अधिकतम हैं जैसा कि मैंने सचित्र किया है और प्रत्येक मैक्सिमल सेट के लिए एक ज़ोन को परिभाषित करने के लिए क्षैतिज बाधा ग्राफ क्षेत्र के लिए इसका मतलब है कि यह ग्राफ में एक अधिकतम प्रतिरूप से मेल खाता है इसका क्या मतलब है कि हमें फिर से इस पर वापस आना चाहिए 2 3 4 5 देखें इसका मतलब क्या है तीसरे कॉलम में 2 और 3 के क्षैतिज खंड इस तरह प्रतिच्छेद कर रहे हैं जैसे कि आपके पास एक ग्राफ प्रतिनिधित्व है जहां कोने नेट को दर्शाते हैं तो ये 4 एक सेट से संबंधित हैं जिसका मतलब है कि प्रत्येक जोड़ी के बीच एक क्षैतिज बाधा है तो यह एक क्लाइक 4 वर्टिकल है इसे 4 क्लाइक कहा जाता है क्लाइक का अर्थ है अधिकतम रूप से जुड़ा हुआ ग्राफ उनके बीच में हर जोड़ी में एज होते हैं तो इस तरह के अधिकतम सेट के लिए आप इस तरह के क्लाइक को परिभाषित कर सकते हैं तो मान लीजिए एक क्षेत्र ग्राफ में एक अधिकतम क्लाइक इंगित करेगा इसलिए उदाहरण के लिए जो आपने यहाँ दिया है यदि आप पहले कॉलम में सिर्फ 2 दूसरे कॉलम में 1 हैं तो यह 3 है यह 2 है तीसरा कॉलम 4 है 1 है यह 1 है यह 4 है यह 5 है यह 3 है यह 2 है और इसलिए यदि आप इस पर काम करें तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह से सेट मिलेंगे कॉलम 1 और संबंधित सेट कॉलम 1 यह 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4 5 फिर 2 4 6 है आप देखते हैं कि आपके सेट बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं यहां बढ़ रहे हैं एक अधिकतम सेट 1 2 3 4 5 प्राप्त कर रहे हैं यह कम हो रहा है लेकिन फिर भी यह उपसमूह 1 2 4 5 5 है जो आप लेते हैं लेकिन एक बार जब आप आप यहां पहुंच जाते हैं जहां एक नया तत्व 6 आ रहा हैं जो अब इस का सबसेट नहीं है आप अगले क्षेत्र में जाते हैं इस तरह से आप जोन को परिभाषित करते हैं आप ऐसा करना जारी रखते हैं यह पूरी बात एक जोन के अनुरूप होगी आप यहाँ अधिकतम सेट पर विचार करते हैं 1 2 3 4 5 फिर आप छठे कॉलम में जारी रखें आपको 2 4 6 दिखाई देंगे कुछ भी शामिल नहीं हो सकता है 2 4 6 क्योंकि अगले कॉलम में आपका 4 6 7 और नया नेट 7 आ रहा है और फिर आपके पास 4 7 8 है यहाँ निश्चित रूप से 4 7 8 9 7 8 9 ये 3 मिलकर समूह बना सकते हैं क्योंकि 4 7 8 9 अधिकतम है ये 2 इसके सबसेट हैं तो आपके पास 7 9 10 9 10 इस का सबसेट है तो इस विशेष समस्या के लिए आप इस तरह से ज़ोन को परिभाषित कर सकते हैं और आप पहचान सकते हैं कि 5 ज़ोन हैं और यह केवल एक ज़ोन प्रतिनिधित्व है हम बाद में देखेंगे कि आप इस ज़ोन प्रतिनिधित्व को कैसे जोड़ सकते हैं यह कहता है कि मेरे पास 5 ज़ोन हैं पहले ज़ोन में मेरे पास नेट नंबर 1 2 3 4 5 है मैं इसे इस तरह दिखा रहा हूँ जैसे 1 2 3 4 और 5 यह जोन 1 ज़ोन 2 में है ज़ोन 2 मेरे पास 2 4 6 है 2 ज़ोन 2 में जारी है 4 जारी है और एक नया नेट 6 शुरू होता है यही कारण है कि यहाँ 6 पर एक वियोग दिखाया गया है ज़ोन 3 4 6 7 4 जारी है 6 जारी है और एक नया नेट 7 यहाँ आता है जोन 4 4 7 8 9 इसी तरह 4 जारी है 7 जारी है 8 9 और 7 9 10 7 जारी है 9 जारी है 10 यह ज़ोन प्रतिनिधित्व है और इस समस्या से आप फिर से ऊर्ध्वाधर बाधा ग्राफ परिभाषित कर सकते हैं 3 के शीर्ष पर 1 5 के शीर्ष पर 4 3 के शीर्ष पर 5 और इसी तरह आगे बढ़ता जायेगा तो मैं VCG दिखा रहा हूँ यहाँ आप सत्यापित कर सकते हैं इसलिए हमारे पास ज़ोन प्रतिनिधित्व है हमारे पास ऊर्ध्वाधर बाधा ग्राफ है इसलिए हमने इन क्षेत्रों की पहचान की है चरण 2 कहता है कि अब हम कुछ नेट को मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं अब फिर से यहां वापस जाएं इसलिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेट है अब एक चीज जो आप सिर्फ सहजता से देख रहे हैं मैं दिखा रहा हूं जब आप नेट नंबर 5 और 6 देखते हैं तो वे 1 और 2 जोन के पार ट्रैक साझा कर सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ भी सामान्य नहीं है वहां एक वियोग है इसी तरह 1 और 6 3 और 6 वे भी साझा कर सकते हैं तो विचार कुछ इस तरह है अगर 2 नेट Ni और Nj हैं जिनके लिए हमारे पास ये 2 स्थितियां सच हैं पहले उनके बीच कोई ऊर्ध्वाधर बाधा नहीं है क्योंकि अगर वहाँ खड़ी बाधा है तो आप उन्हें एक ही ट्रैक में विलय नहीं कर सकते हैं और साथ ही कोई ऊर्ध्वाधर बाधा नहीं है और यह भी कोई क्षैतिज बाधा नहीं है पहला एक क्षैतिज बाधा है दूसरा एक ऊर्ध्वाधर बाधा है तो इसका मतलब है कि वहां कोई क्षैतिज ओवरलैप नहीं है VCG में कोई निर्भरता नहीं है तभी आप संभवतः उन्हें एक ही ट्रैक में मर्ज कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास 2 नेट हैं जिसके लिए ऐसी स्थितियाँ हैं तो आप एक साथ तथाकथित नेट बनाने के लिए 2 नेट को एक साथ मिला सकते हैं तो एक बार जब आप VCG में एक कंपोजिट नेट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं यह Vi और Vj जिसे आपने मर्ज किया है आप Vi और Vj को हटाते हैं और इसे 1 नोड Vij द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं यह एक संयुक्त नोड है और आप क्षैतिज बाधा ग्राफ देखते हैं और यह क्षेत्र प्रतिनिधित्व वास्तव में प्रतिनिधित्व करने के 2 वैकल्पिक तरीके हैं आप देखते हैं कि HCG भी उसी चीज के बारे में बात करता है जोन 1 में एक 5 क्लाइक 1 2 3 4 5 है ज़ोन 2 में 3 क्लाइक 2 4 6 है ज़ोन 3 में 3 क्लाइक 7 4 5 है इसलिए आप या तो इसे HCG को एक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या आप इसे ज़ोन प्रतिनिधित्व के रूप में दिखा सकते हैं दोनों समान हैं इसलिए नोड और Vij के स्थान पर Vi और Vj को बदलकर HCG को भी संशोधित करें जिसका अर्थ है कि अब मैंने Vi और Vj को एक समग्र नेट में मिला दिया है जो Ni और Nj के अनुरूप लगातार क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा और बाद में उन्हें रखा जाएगा एक ही ट्रैक यह नेट मर्ज के पीछे मूल विचार है अब मैं इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा प्रक्रिया परिवर्तनशील होगी इसका मतलब है कि आप ऐसा करना जारी रखते हैं प्रत्येक चरण में नोड्स की एक जोड़ी का पता लगाने के लिए जिन्हें मर्ज किया जा सकता है और उन्हें उदाहरण के लिए मर्ज कर दिया जाता है जैसे कि Z1 और Z2 के बीच मैंने कहा है कि आप 1 और 6 को मर्ज कर सकते हैं आप 3 और 6 को मर्ज कर सकते हैं आप 5 और 6 को मर्ज कर सकते हैं लेकिन 2 और 6 को आप मर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक क्षैतिज बाधा है 4 और 6 आप विलय नहीं कर सकते हैं वहां भी एक क्षैतिज बाधा है तो 3 विकल्प हैं 1 6 3 6 5 6 इस ग्राफ में आप 1 और 6 3 और 6 या 5 और 6 को मर्ज कर सकते हैं अब आपके पास कई विकल्प हैं अब किसका उपयोग करना है यह एक अनुमान है यह कहता है कि यदि आपके पास कई विकल्प हैं तो आप उस जोड़े को नेट में मिला देते हैं जो VCG में सबसे लंबे पथ की लंबाई को कम करता है क्योंकि आपको याद है कि हमारा एक उद्देश्य VCG में अधिकतम लंबाई पथ को कम करना भी है क्योंकि इससे पटरियों की संख्या कम हो जाएगी तो आप उन नेट को जोड़ते हैं जो VCG में अधिकतम लंबाई में अधिकतम कमी लाएंगे तो निश्चित रूप से एक परिणाम है यह सत्यापित करना आसान है यदि आपके मूल VCG के पास कोई चक्र नहीं है जो माना जाता है कि विलय के बाद भी आपको चक्र दिखाई नहीं दे सकता है तो वह भी कोई चक्र नहीं होगा तो आइए एक उदाहरण लें जब पुनरावृत्ति 1 जैसा कि मैंने कहा है कि यह आपका VCG था और मैंने कहा कि मैं पहले चरण में 1 6 3 6 या 5 6 का विलय कर सकता हूं तो Z1 और Z2 के बीच फिर हम Z2 Z3 देखेंगे फिर आप Z3 Z4 और इसी तरह देखेंगे तो पहले चरण में मेरे पास 3 विकल्प हैं 1 6 3 6 और 5 6 मान लें कि मैं 1 से 6 विलय कर रहा हूं तो मेरे VCG में परिवर्तन हो जाता है अगर मैं 3 6 का विलय करता हूं तो आप इन्हें सत्यापित कर सकते हैं मेरा VCG इसमें संशोधन करता है और अगर मैं 5 6 विलय करता हूं तो मेरा VCG इसमें संशोधित हो जाता है अब हम अधिकतम मार्ग देखते हैं पहले मामले में अधिकतम पथ क्या है आप 10 से देखते हैं मैं अधिकतम 10 से 7 7 से 7 इस से 5 5 से 3 तक प्राप्त कर सकता हूं इसलिए 4 लंबाई का रास्ता है और यहां आपके पास अधिकतम है मुझे लगता है कि 1 से 5 5 से 3 6 3 6 से 2 3 तो यह पहले वाले से बेहतर है लेकिन सबसे अच्छा विकल्प यह है 7 6 विलय क्योंकि यहां आपको 2 केवल 2 मिलते हैं इसलिए यह उदाहरण दिखाता है कि यदि आपके पास कई विकल्प हैं तो आप सभी विकल्पों का पता लगाएं और सबसे अच्छा एक का चयन करें जो यहां 5 और 6 का विलय है इसलिए हर कदम पर आप यह कर रहे हैं इसका मतलब है जब आप ज़ोन 1 और ज़ोन 2 रूढ़िवादी ज़ोन का सामना कर रहे हैं तो यह पता लगाने के लिए कि इन रूढ़िवादी ज़ोन में से कौन से नेट को मिलाया जा सकता है सर्वश्रेष्ठ का चयन करें फिर आप अगली जोड़ी Z 2 और Z 3 पर चलते हैं उनमें से जो नेट की सबसे अच्छी जोड़ी है जिसे विलय किया जा सकता है आप इसे पुनरावृति से दोहराते हैं इसलिए मैं आपको पुनरावृत्ति के परिणाम दिखा रहा हूं इसलिए अगले चरण में आप पा सकते हैं कि आप 1 और 7 का विलय कर सकते हैं इसलिए आप बस उस क्षेत्र प्रतिनिधित्व पर वापस जा सकते हैं अगले चरणों के बीच आप देख सकते हैं कि 1 और 7 Z 3 मेरे पास 7 है इसलिए 7 को एक विकृत नेट के साथ मिलाया जा सकता है और 1 और 7 आपको सबसे अच्छी कमी देता है क्योंकि यह आपका प्रारंभिक था तो सोचें कि यदि आप 1 और 7 का विलय करते हैं तो आपकी लंबाई समान रहती है या यह कम हो जाती है इसलिए मैं सबसे अच्छा समाधान दिखा रहा हूं पहले चरण में 1 और 7 को मिलाएं फिर 5 6 और 9 को मिलाएं आपको 5 6 9 के रूप में एक समग्र नोड मिलता है अपने 3 और 8 को भी विलय करने के लिए 3 और 8 को भी मिलाएं तो यह 1 7 3 की ओर इशारा कर रहा था अब यह 3 को इंगित करेगा 9 9 को 8 की ओर इशारा कर रहा था 9 को 3 से 8 की ओर इशारा किया जाएगा अंतिम चरण जिसे आप 4 और 10 में मिलाते हैं ताकि आपको यह मिल जाए तो आपके पास यहां एक समाधान है जहां आपने सभी जालों को विलय कर दिया है जो विलय करना संभव है और आप देख सकते हैं कि अब आपके द्वारा प्राप्त पथ की अधिकतम लंबाई 1 2 और 3 है और देखें लंबाई मुद्दा नहीं है आप देखें कि आपके पास कितने ऐसे संयुक्त नोड हैं आप देखिये मेरे पास 1 2 3 4 5 है अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए मैं 5 वर्टिकल के साथ एक ग्राफ पर आ गया हूं अब अगर मैं देखता हूं कि मैं इस ग्राफ से किसी भी जोड़े को और जोड़ नहीं सकता तो इसका क्या मतलब है या तो इस जोड़ी की वेरिटीज़ जो एक व्यक्तिगत नेट या एक समग्र नेट के अनुरूप हो सकती हैं वे या तो क्षैतिज रूप से लैपिंग कर रहे हैं इसका मतलब है उन्हें इस ट्रैक पर नहीं रखा जा सकता है या एक क्षैतिज बाधा नहीं है मुझे एक को दूसरे के ऊपर रखना होगा जिसे वे एक ही ट्रैक पर नहीं डाल सकते अब मैं एक ऐसे समाधान पर पहुँच गया हूँ जहाँ आप किसी और चीज़ का विलय नहीं कर सकते तो नेट को मर्ज करने के बाद यह आपका अंतिम समाधान है यह ग्राफ़ आपको क्या बताता है यह ग्राफ़ आपको बताता है कि 4 10 को एक ट्रैक में मर्ज किया जा सकता है 1 7 को एक ट्रैक में मर्ज किया जा सकता है 5 6 9 को मर्ज किया जा सकता है और 3 8 को भी मर्ज किया जा सकता है इसलिए अंतिम चरण ट्रैक असाइनमेंट आप इसे उसी के अनुसार करते हैं ये ग्राफ़ में पहले कोने हैं जो आप देखते हैं कि अब आप केवल ऊर्ध्वाधर बाधा ग्राफ द्वारा आदेश देते हैं आपको 4 10 पहले नहीं आने वाले एज को लेना होगा फिर 1 7 फिर 5 6 9 इन 2 को किसी भी क्रम 2 या 3 बिंदु क्रम में किया जा सकता है इसलिए ट्रैक 1 मैं इसे लगाता हूं ट्रैक 2 मैं इसे लगाता हूं ट्रैक 3 और यह ट्रैक 4 5 मैं 3 और 8 दोनों को एक साथ रख सकता हूं 3 8 और 2 और 3 की मुझे जरूरत है मैं इसे बदल सकता हूं 4 और 5 ट्रैक को यदि आवश्यकता हो तो अदला बदला जा सकता है इसलिए मुझे अपना अंतिम समाधान इस तरह से मिलेगा पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवाँ ट्रैक तो यह योशिमुरा कुह एल्गोरिथ्म के पीछे मूल विचार है जो इस क्षेत्र का विश्लेषण करता है जो HCG में सबसे लंबे हिस्से को कम से कम करने की कोशिश करता है और सामान्य तौर पर मानक विस्तारित लेफ्ट एज अल्गोरिथम की तुलना में बहुत बेहतर समाधान प्रदान करता है इसके बाद हम एक ऐसी विधि पर आते हैं जो ग्रीडी है ग्रीडी चैनल राउटर का मतलब है कि मैं एक ही समय में पूरी समस्या नहीं देख रहा हूं मैं समस्या को वृहद रूप से देखता हूं विशेष रूप से मैं पहले कॉलम से शुरू करता हूं मैं लगातार दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे तक लगातार कॉलम पर जाता हूं और जब मैं साथ बढ़ता हूं तो मैं नेट को रूट करने की कोशिश करता हूं ग्रीडी का मतलब है हर कदम पर मैं सबसे अच्छा समाधान खोजने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुल मिलाकर यह एक अच्छा समाधान हो सकता है या नहीं अब यहां जो फायदे हैं वे आप VCG में साइकिल सहित मनमानी स्थिति को संभाल सकते हैं मैं एक उदाहरण देता हूँ जो आपको विचार दे सकता है मान लीजिए कि मेरे पास VCG चक्र के साथ एक सरल उदाहरण है 1 से 2 2 से 3 3 से 1 देखिए कि हमने अभी तक जिन तरीकों को देखा है वे इसे संभालने में असमर्थ हैं अब हम देखते हैं कि हम यहां कैसे करते हैं यहां हम पहले कॉलम के साथ शुरू करते हैं कॉलम बाय कॉलम हम आगे बढ़ते हैं यहां केवल 3 कॉलम हैं पहला कॉलम मैं देख रहा हूं कि 1 2 के शीर्ष पर है तो मैं यहां क्या करूं मैं 1 के लिए नेट शुरू करता हूं मैं 2 के लिए नेट शुरू करता हूं मेरे द्वारा निर्धारित नियमों का एक सेट होगा हम जल्द ही इस बारे में बात करते हैं इसलिए मैंने ऐसा किया है तो अब मैं दूसरे पर जाता हूं दूसरा जो मैं देख रहा हूं कि पहले से ही मैं 1 के साथ जारी हूं मैंने पहले से ही 2 के साथ जारी रखा है लेकिन मैं यहां 2 और 2 को कनेक्ट कर सकता हूँ कोई समस्या नहीं है तो 2 मैं इसे इस 2 से जोड़ सकता हूँ क्योंकि 2 और 3 के लिए एक टर्मिनल है नया कनेक्शन आ रहा है तो 3 एक तीसरे ट्रैक पर शुरू होगा और 2 पहले से ही खत्म हो गया है तो 2 को हमें विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन 1 हमें विस्तारित करना होगा अब हम तीसरे पर जाते हैं तो यह 1 यहां आता है 3 यहां आता है हम देखते हैं कि अब हमें एक समस्या है अगर हम इस नेट को 3 और इस नेट को 1 से जोड़ते हैं तो एक शॉर्ट सर्किट आ रहा है क्योंकि इसे नीचे के टर्मिनल से जोड़ा जाना है इसे टॉप टर्मिनल से जोड़ना होगा इसलिए यदि आप नीले रंग से जोड़ते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होने पर हम उन्हें यहां नहीं जोड़ते हैं कि हम क्या करते हैं हम फिर से एक और नेट यहाँ से शुरू करते हैं और दूसरा नेट यहाँ से शुरू करते हैं तो अब यह भी 3 होगा यह भी 1 होगा इसलिए अब आप अगले कॉलम पर जाते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त कॉलम की आवश्यकता हो सकती है इसलिए जैसा कि आप अगले कॉलम पर जाते हैं आप इस 1 को नीले रंग के साथ जोड़ते हैं आप 1 को नीले रंग में 1 से जोड़ते हैं आप आप आगे बढ़ते हैं और इस 3 को 3 के साथ जोड़ते हैं तो आप कनेक्शन को कुछ इस तरह बनाते हैं इसका मतलब है कि 2 चीजें जिसकी आप अनुमति दे रहे हैं डॉगलेगस क्योंकि जब आप उदाहरण के लिए 3 के साथ 3 कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 क्षैतिज खंड हैं 1 के साथ 1 हमारे पास 2 क्षैतिज खंड भी हैं तो आप डॉगलेगस की अनुमति दे रहे हैं लेकिन आपको इस प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त कॉलम की आवश्यकता हो सकती है जैसे कि यह उदाहरण दिखाता है तो यह डॉगलेग चैनल राउटर के पीछे का मूल विचार है इसलिए मैं आपको उन बुनियादी नियमों को बताऊंगा जिनका पालन किया गया था इसलिए ग्रीडी चैनल राउटर जैसा कि मैंने कहा है कि यह चैनल कॉलम को बाईं ओर से शुरू करके कॉलम को रूट करता है और कुछ नियम हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा यह VCG में चक्र के साथ किसी भी तरह की बाधाओं के साथ मनमानी समस्याओं को संभाल सकता है लेकिन मैंने दिखाया है कि चैनल के अंत में अतिरिक्त कॉलम की आवश्यकता हो सकती है तो कुछ आंकड़े इस तरह से हैं सभी सेगमेंट कॉलम को बाएं से शुरू करके कॉलम बाय कॉलम रखें किसी भी टर्मिनल को संबंधित नेट के ट्रंक सेगमेंट से कनेक्ट करें जो भी आप पाते हैं ऊर्ध्वाधर खंड का उपयोग करके किसी भी विभाजन नेट को ध्वस्त करें जो हम यहां अंत में कर रहे हैं यहाँ अंत में इन 2 स्प्लिट नेट को देखें जहाँ वर्टिकल सेग्मेंट को कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ हम वर्टिकल सेगमेंट का भी उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब है कि 2 सेगमेंट को वर्टिकल सेगमेंट में जोड़कर इसका अर्थ है उसी नेट में 2 ट्रैक्स के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करें जैसे विचार यह है कि यदि आप देखते हैं कि 1 यहाँ भी कुछ इस तरह है यदि आप देखते हैं कि आपके पास यह 1 यहां है और कहीं और से 1 आ रहा है तो यह 1 नेट आपके पास एक तरह से है 1 यह भी इस तरह आ रहा है आप इसे जितना संभव हो उतना करीब ले जाने की कोशिश करें यह है 2 के खंडों को यहां लाने के लिए कहते हैं 3 और 3 समानांतर में चल रहे हैं 1 और 1 समानांतर में चल रहे हैं आप उन्हें जितना संभव हो उतना करीब से स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं और प्रयास करें नेट को उस सीमा के करीब ले जाएं जिसमें अगला टर्मिनल हो यदि मैं देखता हूं कि मेरा अगला टर्मिनल यहां है तो मैं इसे नीचे से नीचे ले जाने की कोशिश करता हूं जितना संभव हो सके और निश्चित रूप से यदि आवश्यक हो तो हमें अतिरिक्त पटरियों की आवश्यकता होगी और यदि आप इस हेउरिस्टिक का पालन करते हैं तो यह केवल एक उदाहरण है जिस पर काम किया गया है मेरा सुझाव है कि आप इस पर अपने हाथ से काम करें और देखें यह कैसे काम करता है हम इसे बाईं ओर से करते हैं हम एक असाइन से एक ही ट्रैक पर शुरू करते हैं दूसरा आप ट्रैक 2 शुरू करते हैं और हेउरिस्टिक का उपयोग करते हुए 1 के लिए अगला टर्मिनल नीचे है यही कारण है कि आप इसे जितना संभव हो उतना नीचे लाते हैं तो आप यहां 1 लाएं तो इस तरह से आप फिर से आगे बढ़ते हैं यह टर्मिनल 2 आ रहा है लेकिन 2 के लिए अगला टर्मिनल ऊपर है इसलिए जितना हो सके इसे बढ़ाएं इसलिए आप सभी हेउरिस्टिक का उपयोग करते हैं और आपको इस तरह का एक समाधान मिलता है इसीलिए कुछ नेट आप डॉगलेगस प्राप्त करते हैं यहाँ भी आपको एक डॉगलेग मिलता है इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं हम अगले व्याख्यान में अपनी चर्चा जारी रखेंगे